शुभ प्रभात रैपिड विनिर्माण पर पाठ्यक्रम में वापस स्वागत है अमनदीप सिंह हूं हम एक मॉड्यूल में हैं जहां हम रैपिड उत्पाद विकास पर चर्चा कर रहे हैं रामकुमार ने कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड विनिर्माण पर चर्चा की है इन अवधारणाओं का संक्षिप्त परिचय उनके द्वारा दिया गया है मैं इन अवधारणाओं के लिए रैपिड उत्पाद विकास को आगे ले जाऊंगा मैं पहले रैपिड उत्पाद विकास की समग्र अवधारणाओं पर चर्चा करूंगा और फिर मैं एफईए के साथ 3 डी प्रिंट के साथ वास्तविकता का अनुकरण करने पर चर्चा करूंगा FEA परिमित तत्व विश्लेषण है यह कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग है हमने पहले ही कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा की है अब कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग डिजाइन क्या है जिसे हम आयाम बनाते हैं या जिस ऑब्जेक्ट को हम डिज़ाइन करते हैं उसे स्कैन करते हैं तो हमें यह विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि क्या यह डिज़ाइन है यदि हम एक विशिष्ट सामग्री का चयन करते हैं तो हम जो आयाम देते हैं वह यथार्थवादी परिस्थितियों को सहन करेगा या नहीं इसके लिए कुछ विशेष विश्लेषण करना होगा तनाव विश्लेषण थर्मल विश्लेषण द्रव गतिकी उन सभी चीजों का विश्लेषण करने में मदद मिल सकती है जो उत्पाद को एक आभासी वातावरण में व्यवहार्य बना देगा और जो आभासी और वास्तविक वातावरण है जिस पर हम चर्चा करेंगे जब हम रैपिड उत्पाद विकास परिदृश्य को देखेंगे फिर मैं रैपिड उत्पाद विकास के लिए कारखाने पर चर्चा करूंगा इस व्याख्यान में मैं सिर्फ एक वास्तविकता निर्माण कारखाने या एक तेजी से निर्माण कारखाने का परिचय दूंगा लेकिन हम संयंत्र सिमुलेशन भी देखेंगे जैसे हम उत्पाद को विभिन्न तनावों के लिए अनुकरण कर सकते हैं उत्पाद के विभिन्न मापदंडों को ध्यान में रखा जाता है और अनुकरण किया जाता है वास्तव में उत्पाद बनाने से पहले उसी तरह हम कारखाने को सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे उत्पाद का प्रवाह ठीक से हो रहा है या नहीं इसलिए जैसा कि लोग कहते हैं कि सिमुलेशन को विफल करने के लिए बेहतर है कि वास्तविक उत्पाद या वास्तविक कारखाने को विफल किया जाए इसलिए इन दिनों वे सिमुलेशन संभव हैं सबसे पहले मैं रैपिड उत्पाद विकास की अवधारणा पर चर्चा करूंगा रैपिड उत्पाद विकास एक विनिर्माण संस्कृति है जो डिजाइन से नए उत्पादों के विकास को बढ़ावा देता है ताकि कम से कम समय के तराजू का निर्माण किया जा सके अब रैपिड उत्पाद विकास का उद्देश्य क्या है जब मैं कारखाने का अनुकरण करूंगा तो मुझे चर के रूप में समय लगेगा मुख्य अपराधी के रूप में समय जो हमें संबोधित करने की आवश्यकता है हमें समय कम करने की आवश्यकता है क्योंकि बाजार के लिए कम समय वर्तमान परिदृश्य के साथ क्या हो रहा है यह संस्कृति 3 डी सीएडी सीएएम रैपिड प्रोटोटाइप रैपिड टूलिंग और विनिर्माण प्रबंधन प्रक्रिया का पुनर्गठन करने वाली नई प्रबंधन तकनीकों के उपयोग सहित घटते समय को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीकों का उपयोग करती है तो वर्तमान में या समकालीन परिदृश्य में दुनिया भर में प्रतिस्पर्धा में उत्पाद विकास में एक बुनियादी परिवर्तन के लिए निर्माताओं का नेतृत्व किया है एक बात यह है कि एडिटिव विनिर्माण खेल में आ रहा है दूसरी बात यह है कि इन दिनों उत्पाद डिजाइन बहुत तेजी से बदल रहा है क्योंकि नया और नए उत्पाद बाजार में आ रहे हैं और ग्राहक बदलाव की मांग कर रहे हैं इसलिए जैसा कि पहले हफ्तों में हमने चर्चा की कि उत्पादन खपत चक्र के दौरान उत्पादन और खपत होती रहती है और ग्राहक प्रतिक्रिया देते रहते हैं और उत्पाद डिजाइन उत्पाद विकास प्रक्रियाएं बदल रही हैं तो प्रबंधन तकनीकें भी हैं एक बड़ा एनालिटिक्स है विश्लेषिकी तब खेल में आती है अब यह अनुकरण का हिस्सा है हमारे पास इन दिनों बड़ा डेटा है बड़ा डेटा बड़ी मात्रा में डेटा है जिसे हमें प्रबंधित करने की आवश्यकता है इसलिए प्रतिस्पर्धी निर्माण जारी रखने के लिए दुनिया भर में या विश्व स्तर के निर्माताओं के रूप में खुद को प्राप्त करने और बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए तो इसके लिए इन मैन्युफैक्चरर्स को समय पर उत्पादों को वितरित करने में सक्षम होना चाहिए ग्राहकों को संतुष्ट करना और उच्च गुणवत्ता वाले और विशेष रूप से तेजी से बाजार के उत्पादों और प्रतियोगिताओं के कारण सस्ती या तर्कसंगत लागतों पर इसलिए रैपिड उत्पाद विकास का उपयोग कंपनियों को नए उत्पादों के विकास की लागत को कम करने कम समय के पैमाने में नए उत्पादों को लॉन्च करने की अनुमति देता है कंप्यूटर सिमुलेशन और रैपिड प्रोटोटाइप तकनीक औद्योगिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि इसकी लागत और समय की बचत की क्षमता है अब कंपनियां इन तकनीकों को बेहद फायदेमंद मान रही हैं और उन्हें पहले से कहीं अधिक दर पर अपनाया जा रहा है रैपिड प्रोटोटाइपिंग रैपिड टूलिंग टेक्नोलॉजी रैपिड प्रोटोटाइपिंग I का उपयोग यहां तेजी से टूलिंग भी कर सकता है डिजाइनिंग में घर की सुविधाओं में मौजूदा तकनीक के संयोजन के साथ इन तकनीकों का उपयोग फिर तेजी से प्रोटोटाइप का परीक्षण करना और फिर अंत में बड़े पैमाने पर उत्पादन इसलिए इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा रहा है और ये प्रौद्योगिकियां लागत की बचत और समय की बचत की अपनी क्षमता के कारण औद्योगिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं नए विकसित यांत्रिक भागों का निर्माण करने से पहले संपूर्ण सिमुलेशन प्रक्रिया को संख्यात्मक सिमुलेशन तकनीकों के माध्यम से या आभासी सिमुलेशन प्रौद्योगिकियों द्वारा कुछ मामलों में कल्पना और सुधार किया जा सकता है यह हम चर्चा करेंगे जब हम संयंत्र सिमुलेशन पर चर्चा करेंगे प्लांट सिमुलेशन 10 सॉफ्टवेयर जिसे टेक्नोमैटिक्स के रूप में भी जाना जाता है हम इस पर चर्चा करेंगे और यह सीमेंस द्वारा विकसित किया गया है सीमेंस पीएलएम सॉफ्टवेयर यह वह नाम है जो सीएमएस द्वारा प्रदान किए जाने वाले मॉड्यूल के व्यापक समूह को दिया गया है रैपिड प्रोटोटाइप प्रौद्योगिकियों का उपयोग प्रोटोटाइप बनाने और मोल्ड डालने के लिए बहुत जल्दी और लागत की एक छोटी श्रृंखला को कुशलतापूर्वक करने के लिए भी किया जा सकता है यह तरीका छोटे और मध्यम आकार की कंपनी को अपने उत्पादों के विकास और विपणन के लिए समय में सुधार करने और अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रदान करता है अब यह तेजी से उत्पाद विकास वास्तुकला या परिदृश्य है जो यहां इस संदर्भ से लिया गया है यह क्या कहते हैं यह रैपिड उत्पाद विकास है बाहरी सर्कल बाहरी सर्कल है हमारे बीच क्या है आप बड़े फोंट में देख सकते हैं कि हमारे पास उत्पाद अनुसंधान और उत्पाद डिजाइन है उत्पाद डिजाइन कुछ भी नहीं है लेकिन सीएडी 3 डी सीएडी और 3 डी डेटा उत्पाद मॉडलिंग जो हमने देखा इसलिए उत्पाद अनुसंधान में प्रारंभिक डिजाइन गर्भाधान के विचार यह उत्पाद विकास प्रक्रिया है जिसे हमने इस पाठ्यक्रम की कार्यक्षमता के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में चर्चा की है स्टैटिक्स परीक्षण असेंबलिंग असेंबली के लिए डिज़ाइन फिर उन सभी चीजों को विकसित करना जो नए उत्पाद विपणन का विकास करते हैं विश्लेषण वास्तव में उत्पाद को डिजाइन करने से पहले अलग अलग विश्लेषण किए जाते हैं कि उपभोक्ता की आवश्यकता क्या है वर्तमान उत्पाद में उपभोक्ता की आवश्यकताएं क्या हैं क्या यह एक नया उत्पाद है क्या यह विकास द्वारा परिवर्तन है या यह एक परिवर्तन है उन सभी चीजों को नवाचार करना जो हमें पहचानने की आवश्यकता है उत्पाद डिजाइन आता है उत्पाद डिजाइन में हम एक सीएडी मॉडल बनाते हैं और फिर हम वर्चुअल प्रोटोटाइपिंग करते हैं वर्चुअल प्रोटोटाइप और रैपिड प्रोटोटाइप को यहां समानांतर रखा गया है लेकिन यह वर्चुअल प्रोटोटाइप पहले और रैपिड प्रोटोटाइपिंग के बाद आएगा आभासी प्रोटोटाइप परिमित तत्व विश्लेषण या कम्प्यूटेशनल द्रव गतिशीलता या कुछ अन्य कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग है जो हम कंप्यूटर पर केवल उस उत्पाद को संक्रमित किए बिना करते हैं जो आभासी प्रोटोटाइप है अब रैपिड प्रोटोटाइप वास्तव में है उत्पाद का निर्माण और उस उत्पाद का यथार्थवादी या नियंत्रण प्रयोगशाला स्थितियों में परीक्षण करना तो ये दो चीजें हो सकती हैं अब ये वर्चुअल प्रोटोटाइप या रैपिड प्रोटोटाइप या दोनों ही प्रोटोटाइप के लिए नेतृत्व करते हैं अर्थात् हम फॉर्म फिट और कार्यात्मक परीक्षण प्राप्त करते हैं जो मैंने अभी कहा था कि हमारे पास प्रयोगशाला स्थितियों या नियंत्रण स्थितियों में यह है कभी कभी यथार्थवादी परिस्थितियों में भी ऐसा होता है कि हीरो साइकिल्स दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल निर्माण कंपनी में से एक है जब वे एक बहुत नए उत्पाद के साथ आते हैं तो पहला उत्पाद जो वे विकसित करते हैं उसे वे आंतरिक ग्राहकों को बेचते हैं आंतरिक ग्राहक वे लोग होते हैं जो हीरो साइकिल से निकटता से संबंधित होते हैं शायद दूध विक्रेता या कारखाने के भीतर दूध की आपूर्ति करने वाले लोग या कारखाने के कर्मचारी या अन्य लोग जो उनके साथ निकटता से जुड़े हुए हैं फिर आंतरिक ग्राहकों से उन्हें प्रतिक्रिया मिलती है और यह देखने की कोशिश की जाती है कि बदलाव क्या है यदि परिवर्तन है तो क्या उस परिवर्तन की आवश्यकता है तो वे उस परिवर्तन को विकसित करते हैं और फिर इसे अंतिम उपभोक्ता अंत उपयोगकर्ता तक पहुंचाने के लिए उत्पाद का उत्पादन करते हैं तो वह प्रोटोटाइप है तो हम इस मामले में बाइक्स की फॉर्म फिट फंक्शनल टेस्टिंग करवाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ भी अनुकरण हो तो यहाँ हमारे पास सिमुलेशन है और सिमुलेशन के बाद पूर्ण उत्पादन टूलींग और रैपिड टूलिंग बड़े आकार के उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए पूर्ण उत्पादन टूलींग किया जाता है फिर विनिर्माण कार्यवाही है कि हम एक अंतिम विनिर्माण प्राप्त करते हैं फिर उत्पाद लॉन्च और बाजार की जगह पर रिलीज करते हैं तो यह अंतिम चरण है चक्र क्या कर रहा है के बीच में यह ज्ञान प्रबंधन है ज्ञान प्रबंधन एक नया क्षेत्र है जो आ रहा है जैसा कि मैंने कहा कि डेटा एनालिटिक्स एक बात है जो कि उपकरण का संचालन किया जाता है इंटरनेट का संचालन किया जाता है IOT वास्तव में हमारे पास डेटा है बहुत से डेटा पहले से ही कई रूपों दस्तावेजों इंटरनेट कैटलॉग और पत्रिकाओं में उपलब्ध हैं डेटा से लोगों के लिए कुछ जानकारी निकाली जाती है और इसे रिकॉर्ड भी किया जाता है लेकिन जानकारी से ज्ञान निकालने के लिए ज्ञान कुछ ऐसा है जो कुछ प्रयोज्यता है यदि हम ऐसी जानकारी को लागू करते हैं जिसे हम ज्ञान कहते हैं तो ज्ञान विशेषज्ञों के दिमाग में कुछ है उनके पास ज्ञान है उनके पास केवल जानकारी नहीं है जब हम जानकारी के कई टुकड़े एकत्र करते हैं और कुछ एक आवेदन के रूप में सामने आता है जिसका उपयोग किया जा सकता है इसे ज्ञान के रूप में जाना जाता है तो यह ज्ञान प्रबंधन जो अब कई विश्वविद्यालयों में औपचारिक विषय है का विषय अध्ययन या अध्ययन का पाठ्यक्रम जो इन सभी चीजों को सही तरीके से समझाया जा रहा है यह रैपिड उत्पाद विकास अवधारणा है आगे मुझे कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग पर चर्चा करना पसंद है इसमें मैं सिर्फ एक 3D निर्मित 3 डी प्रिंटेड उत्पाद का एक उदाहरण लूंगा जो कि एक लीवर था जिसका उपयोग पिस्टन को मशीन से उतारने के लिए किया जाता है जो लीवर पहले एक धातु से बना था अब यह एक बहुलक से उत्पन्न होता है जिसे हमने बहुलक चुना था और कैसे परिमित तत्व विश्लेषण हुआ कि हम चर्चा करेंगे तो परिमित तत्व विश्लेषण के साथ वास्तविकता का अनुकरण FEA परिमित तत्व विश्लेषण है FEA यह फिर से पूर्ण पाठ्यक्रम है हम इस 1 महीने के व्याख्यान में परिमित तत्व विश्लेषण या कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग के विवरण या पूर्ण विवरण पर चर्चा नहीं कर सकते लेकिन हाँ मैं आपको समग्र विचार से परिचित कराने की कोशिश करूंगा कि कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग क्या करता है कई मायनों में परिमित तत्व एक विज्ञान की तुलना में एक कला की तरह अधिक है क्योंकि परिणामों की गुणवत्ता मॉडल की गुणवत्ता पर निर्भर है अधिक सामान्य त्रुटियों में से एक जो मॉडलिंग में परिमित तत्व विश्लेषकों की शुरुआत करता है वह वास्तविक संरचना के ज्यामिति और भौतिक व्यवहार दोनों को अनुकरण करने के बजाय केवल ज्यामिति का अनुकरण करना है यदि हम केवल ज्यामिति का अनुकरण करते हैं लेकिन भौतिक व्यवहार का ज्यामिति सिर्फ आकार नहीं है मुझे इस पेन होल्डर को बनाने की आवश्यकता है इसमें यह व्यास है और इसमें कुछ व्यास छोटा व्यास बड़ा व्यास इस वक्रता इन सभी चीजों को हम थ्रेड स्कैन कर सकते हैं यह ज्यामिति है लेकिन क्या शारीरिक व्यवहार इस कलम को धारण करने में सक्षम होगा क्या ताकत है कि आवश्यक है यह वास्तव में शैली में भी है तो क्या हमें यहां बैटरी लगाने की आवश्यकता है तो उन सभी चीजों की क्या आवश्यकता है क्या हमें यहां कुछ रबर कुछ विरोधी घर्षण कोटिंग प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि यह टेबल पर फिसले नहीं तो यह सब शारीरिक व्यवहार अनुकरण किया जाना है अब FEA के साथ वास्तविकता का अनुकरण करना वास्तविकता का अनुकरण करने में सीखने का उद्देश्य नंबर एक है सिमुलेशन बना रहा है हमें तनाव विश्लेषण या थर्मल विश्लेषण या शायद मॉडल आवृत्तियों को करने की आवश्यकता है ठीक है तो हमारे पास स्थिर तनाव और गतिशील तनाव हो सकता है यहां गतिशील का अर्थ गतिज है हम एक थर्मल और थर्मल तनाव हो सकता है जिस पर चर्चा की जाती है हो सकता है कि आकार अनुकूलन आकार अनुकूलन कि वास्तव में उस वस्तु का आकार क्या होना चाहिए जिसे हम उत्पादन करने की कोशिश कर रहे हैं यदि संरचनात्मक बकलिंग अगर यह वहां है तो बकलिंग एक ऐसी घटना है जो अधिक संबद्ध है कॉलम एक विषय में स्तंभों की बकलिंग जो मानव मैकेनिकल इंजीनियरिंग में विशेष रूप से निर्माण में सिविल इंजीनियरिंग में सोचा जाता है यह वास्तव में तब होता है जब स्तंभ दोनों पक्षों से लोड के अधीन होता है एक संपीड़ित लोड यह केंद्र से बकसुआ को झुकाता है जिसे बकलिंग के रूप में जाना जाता है तो संरचनात्मक बकलिंग यह भी सिमुलेशन में से एक हो सकता है इसके अलावा हम इस घटना अनुकरण कर सकते हैं मैं विशेष रूप से संयंत्र सिमुलेशन में फिर से चर्चा करूंगा ये सिमुलेशन बनाए जा सकते हैं और इस प्रस्तुति में हम इन सभी सिमुलेशन पर चर्चा नहीं करेंगे लेकिन विशेष रूप से हम तनाव विश्लेषण तनाव पर चर्चा करेंगे या मैं केवल स्थैतिक तनाव डालूंगा स्थैतिक तनाव और स्थैतिक तनाव के साथ हम आकार अनुकूलन के बारे में भी कुछ चर्चा कर सकते हैं फिर दूसरा उद्देश्य सामग्रियों को असाइन करना है जब हम सिमुलेशन का संचालन कर रहे हैं तो हम उदाहरण के लिए विभिन्न सामग्रियों का चयन कर सकते हैं कि पहली चीज क्या प्रक्रिया है जिसे हम चुन रहे हैं और जिस सामग्री को हम चुन रहे हैं वह भिन्नता होनी चाहिए उदाहरण के लिए यदि मैं टुकड़े टुकड़े में वस्तु निर्माण का चयन कर रहा हूं तो मुझे शीट्स के रूप में एक सामग्री होनी चाहिए अगर मैंने 3 डी प्रिंटिंग को चुना है तो मेरे पास स्टॉक फाइल किए गए तारों के रूप में या पाउडर के रूप में सामग्री होनी चाहिए तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए सामग्री असाइन करना है फिर बाधाओं और भारों को फिर से सेट करना एक ही उदाहरण है कि बकसुआ को इन बाधाओं के अधीन किया जाता है कि यह लोड इस तरफ से इस तरफ बराबर होगा लोड होगा केंद्र में इंजन पर लोड क्या होगा इसके लिए किसी को भौतिकी या अनुसंधान के पीछे के विज्ञान को जानना चाहिए ये सिमुलेशन हमेशा कचरा बाहर कचरे में GIGO कचरा कर रहे हैं आप जो भी आउटपुट देंगे वो उसी हिसाब से आएगा इसलिए एक शोधकर्ता या एक सिम्युलेटर या एक इंजीनियर को बुनियादी विज्ञान या जीयूआई को जानना होगा क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर के ग्राफिक यूजर इंटरफेस को कहता हूं कभी कभी हालांकि ऐसे सॉफ़्टवेयर होते हैं जो साबित हुए हैं कि वे बहुत बुद्धिमान हैं और किसी को पूरी जीयूआई को समझने की आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने साबित कर दिया है कि परिणाम बहुत प्रभावी ढंग से यथार्थवादी स्थिति साबित हो सकते हैं जो विश्वास के योग्य हो सकते हैं लेकिन एक इंजीनियर को बेहतर विज्ञान को जानना चाहिए इनपुट्स के पीछे वह है या वह दे रही है अगला सिमुलेशन परिणाम की व्याख्या कर रहा है जब तक कि आप विज्ञान को नहीं जानते हैं या मैं कहूंगा कि आने वाले आउटपुट के पीछे भौतिकी कहेगी या जो परिणाम आ रहे हैं हम परिणामों की व्याख्या नहीं कर सकते हैं तो यह महत्वपूर्ण है तो ये चीजें हैं जो आम तौर पर कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग में शामिल हैं अब यह वर्ग आपको कुछ सिमुलेशन टूल के साथ परिचित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है यह परिमित तत्व मूल सिद्धांतों की एक ठोस समझ के लिए एक प्रतिस्थापन नहीं है तर्क भौतिकी के सिद्धांत एक अच्छा इंजीनियरिंग हमेशा लागू होते हैं जैसा मैंने कहा सिमुलेशन बनाते समय सावधान रहें कि वे व्यक्तिपरक हो सकते हैं और खराब परिभाषित सिमुलेशन के परिणामस्वरूप खराब सिमुलेशन फिर से होगा यह वह उत्पाद है जिसे हमने लिया है यह लीवर है जिसे डिजाइन करने की आवश्यकता है यह अंतिम उत्पाद है जो हमने प्राप्त किया है इसमें हमारा उद्देश्य प्रिंट को कम करना था समय क्योंकि यह एक 3 डी मुद्रित उत्पाद है इसके अलावा हमें लागत को कम करने की आवश्यकता थी हमें सामग्री के उपयोग पर विचार करने और वैकल्पिक सामग्रियों पर भी विचार करने की आवश्यकता थी मूल डिजाइन विचार मूल डिजाइन की स्थिति क्या है मूल रूप से व्यक्ति क्या करता है उसके पास सामग्री का ज्ञान होना आवश्यक है फिर हाथ की गणना उनके आविष्कारक मॉडल को करनी होगी लेकिन एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ वास्तविकता का अनुकरण करते हुए यह वास्तव में ऑटो डेस्क सॉफ्टवेयर है विशेष रूप से हमने इस मॉडलिंग को विकसित करने के लिए फ्यूजन 360 सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है और कुछ स्लाइड सामग्री केवल ऑटो डेस्क वेबसाइट से ली गई है पहली बात यह है कि सामग्री का चयन इस उत्पाद के लिए एक सामग्री पॉलीस्टाइनिन हो सकती है या अन्य एबीएस हो सकती है पॉलीस्टायरीन के गुण कठिन पहनने उच्च तापीय प्रतिरोध थे एबीएस अपनी नज़दीकी उपलब्धता और कम लागत के कारण प्रभावी था और इसका प्रिंट समय भी तेज था अब ये ऐसे गुण हैं जो सॉफ्टवेयर में निर्मित फाइलें हैं इन्हें सामग्री पुस्तकालय कहा जाता है या सॉफ्टवेयर में कुछ पुस्तकालय हो सकते हैं जो उस जानकारी को वहन करते हैं जिसका उपयोग इनपुट डालने के लिए किया जा सकता है इसके अलावा हम कुछ सामग्रियों में अपनी सामग्री और अपने स्वयं के सिमुलेशन उत्पन्न कर सकते हैं जो इसके लिए प्रावधान प्रदान करते हैं अब इस पॉलीस्टाइनिन में यह घनत्व है यह घनत्व पॉलीस्टायर्न की तुलना में थोड़ा बड़ा है ताकत के लिए यंग का मापांक पॉलीस्टायरीन में थोड़ा अधिक है एबीएस में यह कम है इसलिए ये सभी भौतिक गुण हैं जिनकी हमने पहले ही चर्चा की है कि किस प्रकार की सामग्री है और विशेष रूप से कौन सी सामग्री को चुना जाना है जो अंततः तय किया जा सकता है जब हम परिमित तत्व विश्लेषण करते हैं अब पहली बात यह है कि क्या मैशिंग है मेशिंग वह है जैसा कि हमने 3D स्कैनिंग में देखा है जब हम मॉडल पॉइंट क्लाउड को स्कैन करते हैं तो पॉइंट क्लाउड से अलग अलग पॉइंट्स सॉफ्टवेयर के द्वारा एक साथ जुड़ते हैं और वे एक जाली बनाते हैं कम से कम तीन अंक हैं वहाँ तीन बिंदु एक त्रिकोण बनाते हैं तो कि जाल के रूप में जाना जाता है तो हम विभिन्न प्रकार के मेशिंग हैं जो हम पैदा करते हैं ये 3 डी मेशिंग हैं वास्तव में यह तीन आयामी मेशिंग है एक टेट्राहेड्रॉन है दूसरा पिरामिड है यदि हम आकृतियों को जानते हैं तो टेट्राहेड्रोन के सभी 4 त्रिकोणीय चार त्रिभुजों के 4 चेहरे हैं पिरामिड में 4 त्रिकोण होते हैं एक चतुर्भुज में त्रिभुजाकार प्रिज्म में 2 त्रिभुज और 3 चतुर्भुज होते हैं हेक्साहेड्रॉन के पास यह एक प्रकार का होता है जिसमें 6 चतुर्भुज होते हैं इसलिए ये अलग अलग विकल्प उपलब्ध हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जब हम पहले का चयन करते हैं टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल मेशिंग जिसे हम चुनेंगे टेट्राहेड्रल चयन के बाद हम रैखिक टेट्राहेड्रल हो सकते हैं जो चार नोड्स के साथ होता है परवलयिक टेट्राहेड्रॉन जिसमें 10 नोड्स होते हैं और घुमावदार किनारों के साथ परवलयिक टेट्राहेड्रोन होते हैं फिर से 10 नोड्स हैं यह सब उस इंजीनियर के सभी अनुभव पर निर्भर करता है जो सिमुलेशन का संचालन कर रहा है कि हमारे पास किस प्रकार का उत्पाद है और हमें कितनी घनीभूत जाल की आवश्यकता है और विशिष्ट शक्ति क्या है जिसकी हमें आवश्यकता है उदाहरण के लिए इस उत्पाद में हम देखेंगे कि वहाँ छेद हैं यह वास्तव में लीवर है जिसे लिया जाएगा और हमने कुछ के लिए तय किया है इसलिए इन दोनों छोरों पर इन बिंदुओं पर उच्च शक्ति होनी चाहिए केंद्र में हम देखेंगे कि लीवर को खींचते समय लोडिंग कहां हो रही है पिस्टन को खींच रहा है या पिस्टन को धकेल रहा है इसलिए यह उसी से जुड़ा हुआ है इसलिए यहां हमें थोड़ी सघनता की आवश्यकता है और कोनों पर भी हमें थोड़ी घनीभूतता की आवश्यकता है आइए देखें कि यह कैसे किया जाता है तो मेशिंग में यह चयनित है टेट्राहेड्रॉन फिर घुमावदार किनारों के साथ पैराबोलिक टेट्राहेड्रोन का चयन किया जाता है और यह इस तरह की जानकारी देता है जिसे हमने एक विकल्प के रूप में परवलयिक टेट्राहेड्रॉन का चयन किया और अधिकतम मोड़ कोण इन सभी मापदंडों से अधिकतम समायोजन मेष आकार अनुपात अधिकतम पहलू निर्धारित किया जाता है अनुपात ये कभी कभी डिफ़ॉल्ट होते हैं और कभी कभी इसे सेट किया जाता है तो यह एक जाल है कि यह एक ठोस मॉडल में कैसा दिखता है फिर से ध्यान दिया जाना यह 3 डी मेष है अगला एक सिमुलेशन बना रहा है इनपुट क्या होंगे सिमुलेशन प्रत्येक सिमुलेशन को तीन प्रमुख इनपुट की आवश्यकता होती है सामग्री बाधाओं और भार इसलिए इस सॉफ़्टवेयर में ये तीन इनपुट एक के बाद एक हैं यह वास्तव में विशिष्ट संलयन 360 सॉफ़्टवेयर में अनुक्रमिक क्रम में सब कुछ दे रहा है पहले हमें यह लगाने की आवश्यकता है कि हम क्या करने जा रहे हैं एक सेटिंग क्या सामग्री है वहां सामग्री का चयन करने के बाद हम उन बाधाओं को डाल सकते हैं जिन्हें हमें पहचानने की आवश्यकता है फिर लोडिंग की स्थिति क्या है फिर संपर्क बिंदु क्या हैं हमें क्या प्रदर्शित करने की आवश्यकता है हमें क्या हल करने की आवश्यकता है थर्मल विश्लेषण स्थिर तनाव बकलिंग वगैरह और हम यहां क्या छापने की कोशिश कर रहे हैं हमें क्या मैनेज करना है आखिर हमें क्या हासिल करना है और आखिरकार हम निरीक्षण या सत्यापन कर सकते हैं तो यह इनपुट का एक क्रम है जो यहां चल रहा है तो ये तीन प्रमुख बाधाएं हैं जो सामग्री बाधा और भार पर काम करेंगी पहली चीज़ भौतिक है सिमुलेशन के लिए सामग्री अलग अलग प्रकार की हो सकती है जैसे कि जब हम सामग्री पर क्लिक करते हैं तो यह विंडो सभी पुस्तकालयों के लिए पॉप अप हो जाती है हम सामग्री पुस्तकालयों का चयन करते हैं और घटक के लिए नामित घटक एक ABS प्लास्टिक में घटकों का चयन किया जाता है और यह ABS प्लास्टिक चयनित हम सुरक्षा कारक का चयन भी कर सकते हैं कि हमें यहां उपज की ताकत को सुरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि हम स्थिर तनाव कर रहे हैं स्थैतिक तनाव विश्लेषण करना होगा इसलिए हमें उपज की ताकत को ठीक करने की आवश्यकता है यहां इसलिए हमें यहां सुरक्षा कारक के रूप में उपज ताकत लगाने की जरूरत है सामग्री के बाद अगला बाधा है हमारे यहां बाधा है तो उन बाधाओं को तय करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है यह तय बाधा घर्षण कम बाधा पेंट या विस्थापन का वर्णन है फिक्स्ड यह है कि सभी दिशाओं में डिफ़ॉल्ट रूप से चयनित में आंदोलन को रोकता है घर्षण कम सतह पर सामान्य आंदोलनों को रोकता है उदाहरण के लिए फिक्स्ड कुछ स्क्रीन है जो हो रही है यह इस बिंदु पर तय है कुछ पेंच है हम इसे यहाँ ठीक कर रहे हैं यह बिल्कुल भी नहीं चल सकता है तो वह बिंदु जहां छिद्रों के अंत में छेद थे यह तय हो गया है घर्षण कम होता है जब हमें कुछ स्लाइड करने की आवश्यकता होती है और यह सतह पर सामान्य गति को रोकता है फिर पिन एक काज की तरह होता है जब वह कुछ इस तरह से घूम रहा होता है तो पिन यहां के लिए कुछ होता है और इसे इस तरह घुमा सकते हैं इसे यहाँ इस बिंदु पर पिन किया गया है और इसे इस तरह स्थानांतरित किया जा सकता है तो यह पिन किया जाता है यह रेडियल अक्षीय या स्पर्शरेखा दिशाओं में आंदोलन को रोकता है फिर विस्थापन निर्धारित करें यह निर्धारित के समान है हम हर निर्धारित दिशा के लिए निर्धारित विस्थापन को परिभाषित करते हैं तो एक निश्चित प्रकार की पसंद में सभी दिशाओं में आंदोलन तय हो गया है लेकिन निर्धारित में हम कुछ आंदोलनों को घर्षण से कम या पिनड या गैर बाधा में बदल सकते हैं तो इन चार विकल्पों का चयन किया जा सकता है इसलिए हमने सिरों पर तय किया फिर लोड है लोड करें कि किस तरह के लोड को संरचना भार रैखिक भार कोणीय भार टॉगल गुरुत्वाकर्षण इन सभी विकल्पों में उपलब्ध गुरुत्वाकर्षण को जोड़ा जाना चाहिए फिर हम लोड विशिष्ट लोड को उन पर डालते हैं तो ये भार परिभाषाएँ हैं जिन्हें हम बल दबाव भार गति दूरस्थ बल गुरुत्व वगैरह डाल सकते हैं बल का क्या विशिष्ट परिमाण चेहरे या किनारों पर लागू होता है तो सामान्य बल या पेडल बल और दबाव क्या है दबाव क्या है जो चेहरे पर लागू होता है दबाव भारों का परिमाण क्या है इन सभी प्रकार के विशिष्ट परिमाणों और उनकी विशिष्ट स्थितियों को यहाँ रखा गया है उदाहरण के लिए लोड रेडियल या लम्बवत धुरी जो हमें बताने की आवश्यकता है अब ये भार परिभाषाएँ दी गई हैं अब ये तीन बातें तय हैं स्लाइड समय का संदर्भ लें 3030 अब हम प्रबंधन करने के लिए आते हैं प्रबंधन में हम कहते हैं हमें अनुकूली जाल शोधन की आवश्यकता है अनुकूली मेष शोधन में हमें यह अनुकूलित मिलता है अधिकतम संख्या में शुद्ध शोधन 6 है इसलिए परिणाम रूपांतरण सहिष्णुता 5 प्रतिशत है और परिष्कृत करने के लिए तत्वों का हिस्सा 40 प्रतिशत है और विशिष्ट जाल और तार मॉडल तनाव विशिष्ट मॉडल को यहां चुना गया है तो यह मेष सेटिंग्स बना रहा है कि कैसे मेष सेटिंग्स होती हैं तो यह सबसे सही स्लाइडर भाग है या कस्टम संवाद में व्यक्तिगत इनपुट फ़ील्ड को सक्रिय करता है ताकि आप अपने स्वयं के ग्राहक परिशोधन सेटिंग्स को निर्दिष्ट कर सकें उपलब्ध सेटिंग्स निम्नानुसार हैं अधिकतम संख्या में जाल शोधन परिणाम अभिसरण सहिष्णुता प्रतिशत परिष्कृत करने के लिए तत्वों का भाग तो यह इन तीन विकल्पों का विवरण है मेष की अधिकतम संख्या अभिसरण सहिष्णुता और तत्वों का हिस्सा है तो मेष शोधन की अधिकतम संख्या क्या है यह मान मेष शोधन की अधिकतम संख्या है और समाधान कार्यक्रम का प्रयास हो सकता है एक बार जब यह संख्या परिशोधन पास हो जाता है तो हल करने का चरण समाप्त हो जाता है कि क्या परिणाम इस विकल्प के वांछित समीकरण तक पहुंच गए हैं एक मॉडल को एक परिणाम को रोकने के लिए एक साधन प्रदान करता है जिससे स्थिर परिणाम एक ओवन और अत्यधिक लंबे समय से चल रहा है इसलिए जब मेष शोधन अधिकतम होता है तो यह कार्यक्रम को वहीं रोक देता है यह अनुकरण नहीं करेगा बल्कि यह उस समय को बर्बाद नहीं करेगा तो यह अधिकतम शोधन क्षमता है जिसे हम अनुमति देते हैं और यह मान 6 के रूप में यहां रखा गया है तो समय को हल करना बहुत लंबा हो सकता है यदि जाल को उस बिंदु तक परिष्कृत किया जाता है जो और चरम तत्वों की संख्या उत्पन्न होती है ज्यादातर मामलों में अच्छे परिणाम उदाहरण के लिए 8 से कम परिशोधित सामान की एक उचित संख्या में प्राप्त किए जाते हैं इसलिए सिमुलेशन के समय का अनुकूलन करने के लिए आमतौर पर मेष शोधन संख्या को 8 से कम रखा जाता है अब परिणाम अभिसरण सहिष्णुता एक बार दो लगातार पूर्णांकों के बीच के परिणामों में परिवर्तन का प्रतिशत उसके मूल्य से कम या उसके बराबर होता है जिसे हमने अपने पास रखा है हमने इस मूल्य को 5 प्रतिशत के रूप में रखा है परिणाम स्वीकार्य होने पर विचार कर रहे हैं 5 प्रतिशत सहिष्णुता स्वीकार्य है तो हम डाल दिया है कोई और अनुकूली जाल शोधन या समाधान पुनरावृत्ति नहीं किया जाता है इस विशिष्ट प्रतिशत से अधिक विचित्र किसी भी परिणाम के लिए जाल को और अधिक परिष्कृत किया जाता है और समाधान फिर से शुरू हो जाता है जितना छोटा मूल्य उतना अधिक सटीक परिणाम शोधन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए होना चाहिए यदि अधिकतम शोधन संख्या तक पहुंच गया हो तो शोधन शोधन समाप्त हो जाता है या नहीं परिणाम यह बताता है कि सहिष्णुता पहुंच गई है या नहीं तो यह प्राथमिकता है कि इन सॉफ्टवेयर द्वारा लिया जाता है इसे बाद में लिया जाता है मेष शोधन पहली प्राथमिकता है और दूसरा परिणाम अभिसरण सहिष्णुता है परिष्कृत करने के लिए तत्वों का तीसरा भाग परिशोधन मॉडल की महत्वपूर्ण सीमा पर होता है जैसे कि संरचना विश्लेषण में तनाव सबसे अधिक है यह विकल्प नियंत्रित करता है कि मॉडल कितना परिष्कृत है इसलिए उदाहरण के लिए यदि 5 प्रतिशत केवल महत्वपूर्ण परिणामों के संबंध में शीर्ष 5 प्रतिशत में उन तत्वों को परिभाषित किया गया है तो 50 प्रतिशत तत्वों को आधा और परिष्कृत 100 प्रतिशत सभी तत्वों को परिष्कृत किया जाता है यह विकल्प मोडल फ़्रीक्वेंसी विश्लेषण पर लागू नहीं होता है तो यह परिभाषित करने के लिए तत्वों का हिस्सा है विश्लेषण करते समय 50 प्रतिशत तत्वों को परिष्कृत किया जाता है हमने इस मूल्य को 40 प्रतिशत के रूप में रखा है और अभिसरण सहिष्णुता 5 प्रतिशत संख्या के रूप में मेष शोधन की है इसलिए परिणामों की व्याख्या करना तो हम यहाँ से अपेक्षित परिणाम क्या हैं तो वास्तविक विकृति क्या दिखती है उच्च तनाव कहाँ हैं क्या विलक्षणता की संभावना है विलक्षणता क्या है हम सिर्फ यह बताएंगे कि अभिसरण साजिश क्या दिखती है ये चीजें हमें देखने की जरूरत है इसलिए बेस लाइन का लक्ष्य यहां रखा गया था वायर मेष तो यह एक वायर मेषिंग मेगा पास्कल है और समाधान चरण कुछ इस तरह है वास्तविक और लक्ष्य वास्तविक 289 प्रतिशत अभिसरण दर है तो आमतौर पर मेष अभिसरण और अपरिपक्व तनाव में मेष परिणामी मेष परिणाम आमतौर पर विस्थापन परिणाम हैं जो जाल की गुणवत्ता की तीव्रता के प्रति कम संवेदनशील होते हैं फिर तनाव होते हैं जब तनाव बदल जाता है तो दो क्रमिक जाल पुनरावृत्तियों के बीच महत्वहीन हो जाता है जो आपके पास 1 या 2 प्रतिशत से कम हो सकता है या आपने वह हासिल किया है जिसे आमतौर पर मेष अभिसरण या परिणाम अभिसरण कहा जाता है जो कि अंत में मेष अभिसरण हुआ है और अंतिम परिणाम देखे जा सकते हैं या प्राप्त किया तो यह वही है जो यह कह रहा है कि आप यह सब पढ़ सकते हैं अब एकवचन एक विलक्षणता क्या है परिमित तत्व विश्लेषण लोच के एक सिद्धांत का उपयोग करता है जो तनाव प्रति इकाई क्षेत्र में बल के बराबर है कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितना जाल को परिष्कृत करते हैं क्षेत्र 0 रहेगा यदि क्षेत्र 0 है तो तनाव अनंत है तो यह विलक्षणता के रूप में जाना जाता है कुछ विशिष्ट बिंदु पर यह एक ब्लैक होल की तरह होता है कुछ विशिष्ट बिंदुओं पर यह पता चलता है कि यह एक बहुत ही उच्च तनाव है तो अनंत तनाव इसे विलक्षणता के रूप में जाना जाता है तो ये कुछ मुद्दे हैं जो परिमित तत्व विश्लेषण व्यक्ति का सामना करते हैं इस FEA विश्लेषण परिमित तत्व विश्लेषण का संचालन करते समय कुछ त्रुटियां हो सकती हैं सरलीकरण के कारण मॉडलिंग की त्रुटियां जो हम वास्तविक दुनिया के लिए मॉडल करने की कोशिश करते हैं फिर भी 100 प्रतिशत अधिक सरलीकरण करने में सक्षम नहीं हैं कभी कभी त्रुटि पैदा होती है कभी कभी विवेकाधीन त्रुटियां जो मेष के निर्माण से रहती हैं विवेक या मैश का विभाजन उचित नहीं है तो समीकरण के समाधान के लिए संख्यात्मक त्रुटियां जो हम यहां डाल रहे हैं तो ये त्रुटियां कई हो सकती हैं यह विलक्षणता भी मेरे द्वारा कहे जाने वाले मुद्दों में से एक है तो एक परिमित तत्व मॉडल में कभी कभी इस प्रकार की विलक्षणता होगी जब विशिष्ट बिंदु पर तनाव बहुत अधिक या अनंत होता है तो यह विलक्षणता है विलक्षणता भ्रामक हो सकती है क्योंकि यह मॉडल के अंदर सटीकता की समस्या पैदा कर सकती है जो दृश्य के साथ समस्या का अर्थ है क्योंकि विलक्षणता तनावों की सीमा का विस्तार करती है इसलिए इसने यहां तनाव की सीमा को बढ़ा दिया है इसका मतलब है कि छोटे तनाव नगण्य दिखाई दे सकते हैं मुझे एक संख्या दें यह तनाव की एक लाख इकाई है क्या केवल दो इकाइयाँ हैं इसलिए यह नगण्य है तो यही कारण है कि विलक्षणता यहाँ एक समस्या है क्या विलक्षणता का कारण बनता है विलक्षणता के मूल कारणों में से कुछ है सीमा की स्थिति कभी कभी बहुत ठीक नहीं होती है इसलिए हम अपने उत्पाद में कोई विलक्षणता नहीं रखते हैं लेकिन सिर्फ आपको एक परिचय देने के लिए कि क्या विलक्षणता है मैंने यह स्लाइड डाल दी है अब सिमुलेशन बनाते हुए इस विशिष्ट उत्पाद में हम एक सिमुलेशन बनाएंगे और यह पहला कदम है जिसे हम केवल उत्पाद लेते हैं और संयुक्त V 1 का परीक्षण करते हैं उत्पाद को दिया गया नाम है और हमने इस विशिष्ट दस्तावेज़ सेटिंग्स को चुना है और यह एक निकाय है वह उत्पन्न होता है स्लाइड टाइम देखें 3751 फिर हम इस संरचनात्मक बाधाओं को लागू करते हैं जैसा कि मैंने कहा कि ये तय हैं यह नहीं चल सकता क्योंकि यह तय करना पड़ता है कि यहां एक छेद है छेद जिसे एक स्क्रू के साथ तय किया जाना है यही कारण है कि ये तय किए गए संरचनात्मक अवरोध हैं एक तय किया गया है फिर हम लोड लागू करते हैं एक असर लोड यहां लगाया जाता है असर भार यह इस दिशा में आगे बढ़ सकता है और यह दिशा तब एक चरण पर लागू होती है कोण 180 डिग्री हो सकता है यह असर लोड लागू होता है फिर आकार अनुकूलन है आकार अनुकूलन में आप देख सकते हैं कि यह लोड पथ महत्वपूर्ण है लेकिन विशिष्ट आकार है इसलिए हम देख सकते हैं कि यह अधिकतम भार है जो कि 0 से 1 के बीच बड़े पैमाने पर है इसलिए इन बिंदुओं पर अधिकतम भार है अगला संयुक्त विश्लेषण है संयुक्त विश्लेषण में हमने एक लक्ष्य के रूप में इस एक शीर्ष को जोड़ा तो वास्तविक 289 प्रतिशत लक्ष्य 5 प्रतिशत था तो मेरे पास आपके लिए एक वीडियो है एक छोटा वीडियो आप संयुक्त विश्लेषण देख सकते हैं संयुक्त कैसे चले गए जब हम यह है कि यह कैसे चलता है तो यह एक एनीमेशन है जो सॉफ्टवेयर में है तो अगली संयुक्त रिपोर्ट है जो उत्पन्न होती है संयुक्त रिपोर्ट में हम अंत में इस विशिष्ट सामग्री और इन सारांशों को प्राप्त करते हैं तो सुरक्षा कारक शरीर 344 न्यूनतम और अधिकतम है 15 इसलिए अलग सिद्धांत पहले प्रमुख तनाव तीसरा प्रमुख तनाव फिर xx और yy और zz विमानों के लिए सामान्य है फिर xy और yz और zx मैदानों में कतरनी है इसलिए इन सभी मापदंडों को यहां मुद्रित किया गया है अंत में हम प्रारंभिक और अंतिम संयुक्त के गुणों के बीच एक तुलना करते हैं कि हम संयुक्त एक और संयुक्त दो कर रहे हैं जोड़ों के दो आकार यह एक आकार दो है इसमें आप देख सकते हैं यह छेद बड़ा है यह छेद छोटा है यह चौड़ाई अधिक है यह चौड़ाई कम है इन दोनों की तुलना की जाती है और संयुक्त एक के लिए प्रिंट समय 30 मिनट है बिंदु दो के लिए प्रिंट समय 19 मिनट है तो यह फिलामेंट मिलीमीटर के 0 5 के लिए 3 का उपयोग करता है और यह फिलामेंट इस जॉब को कम उपयोग करता है दोनों जोड़ों को स्वीकार्य है लेकिन हमारे पास इसमें कम समय है और ताकत भी स्वीकार्य है तो यह अंत में चयनित है तो यह परिमित तत्व विश्लेषण का एक व्यापक उदाहरण है हम थर्मल या कई अन्य विभिन्न मापदंडों पर एक विस्तृत विश्लेषण कर सकते हैं इसलिए मैंने सभी मापदंडों को लिया है बस परिचय भाग यह था अगला तेजी से कारखाना निर्माण के लिए कारखाना है अब यह एक आंकड़ा है जो इसे एडिटिव विनिर्माण से लिया गया है यह विभिन्न वर्गों को दिखा रहा है यह एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन है यह सीएनसी सेक्शन है यह सेक्शनिंग सेक्शन है यह टेक्सचरिंग सेक्शन है यह उस तरह की परत दिखा रहा है जिसे प्रोसेस लेआउट के रूप में जाना जाता है मैं बस लेआउट छोड़ दूंगा जब मैं इस सिमुलेशन संयंत्र सिमुलेशन पर चर्चा करूंगा तो यह एक प्रक्रिया लेआउट है जो यह दिखा रहा है कि वर्तमान परिदृश्य में कारखाने के इस एक हिस्से में एडिटिव विनिर्माण है जहां हमारे पास पहले से ही अलग अलग मशीनें हैं अलग अलग सेट अप हैं एडिटिव विनिर्माण को उन वर्गों में से एक के रूप में रखा जा सकता है जहां केवल एडिटिव विनिर्माण होता है तो यह केवल एक प्रक्रिया एडिटिव विनिर्माण है यह केवल सीएनसी मशीनिंग है यह केवल sintering प्रक्रिया है यह हो रहा है तो यह एक तरह का प्रोसेस लेआउट है हालाँकि पूर्ण योगात्मक निर्माण प्रक्रिया में एक खंड में अलग अलग योगात्मक विनिर्माण मशीनें हो सकती हैं उदाहरण के लिए यह सभी 3 डी प्रिंटिंग है दूसरा एक सभी चयनात्मक लेजर सिंटरिंग है यह तीसरा सब टुकड़े टुकड़े या शीट निर्माण है तो ये सभी वहाँ हो सकते हैं यह क्या दिखा रहा है यह एक बार फिर से मैंने ईओएस सिस्टम से लिया है जो एक बड़ी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर सुइट्स और हार्डवेयर प्रदान करती है और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए उन्होंने क्लाउड के साथ यह कनेक्शन दिया है इसलिए यह भविष्य या डिजिटल विनिर्माण के लिए कारखाना है जिसे हम क्लाउड से डेटा प्राप्त करते हैं और सभी इकाइयों को अलग से डेटा प्रदान किया जा रहा है और विनिर्माण हो रहा है आपके कंप्यूटरों के साथ बातचीत करने और वहां डिजाइन करने के काम में मानवीय हस्तक्षेप और दुकान के फर्श पर बहुत कम हैं और डेटा को केवल यहां क्लाउड से स्थानांतरित किया गया है स्लाइड टाइम देखें 4251 तो यह उस EOS कनेक्ट EOS प्रिंट EO राज्य EO सिस्टम की एक स्पष्ट प्रस्तुति है इसलिए ये अलग अलग सूट हैं जिन्हें ईओएस द्वारा प्रदान किया जाता है उदाहरण के लिए ईओ राज्य यह एक स्वचालित और बुद्धिमान मल्टी मॉनिटरिंग सूट है जो ग्राहक को सभी उत्पादन और गुणवत्ता प्रासंगिक डेटा का वास्तविक समय गुणवत्ता बीमा करने में सक्षम बनाता है यह 4 अलग अलग निगरानी उपकरणों से बना है उदाहरण के लिए सिस्टम के लिए खराब पिघल पूल जोखिम वगैरह तो ईओएस प्रिंट एक खुला उत्पादक सीएएम उपकरण है यह एक सीएएम उपकरण है यह यहाँ दिखा रहा है कि यह एक सिमुलेशन है सीएडी सीएएम और एनएक्स डिजाइन नहीं है सीएडी और सीएएम उपकरण यह व्यवसाय को ईओएस सिस्टम का उपयोग करके सीएडी डेटा का अनुकूलन करने की अनुमति देता है तो यह डेटा की आपूर्ति करता है और सभी विश्लेषण करता है कि हमने अभी परिमित तत्व विश्लेषण अन्य विश्लेषण पर चर्चा की है और डेटा को यहां रखा है जहां से प्राप्त किया जा रहा डेटा आप देख सकते हैं कि यह दिशाएं या तो दिशाओं में है इसलिए डेटा विभिन्न मॉड्यूल से प्राप्त किया जा रहा है यह वेब आधारित डिज़ाइन है जिसे आप वेब तरीके से कह सकते हैं या संचारित डिज़ाइन को बता सकते हैं जिसमें इंटरनेट आईओटी एक भूमिका निभा रहा है इसलिए जब नई विशेषताओं का एक बंडल जो उत्पादकता को बढ़ाता है जैसे कि जेड सेगमेंटेशन एक विशिष्ट अद्वितीय एक्सपोज़र पैटर्न है जो इन दिनों सभी चीजें आ रही हैं तो ये अलग अलग विशेषताएं हैं जो वर्तमान प्रणालियों में आ रही हैं एक अध्ययन के रूप में यह ईओएस कनेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है वे न केवल एक समाधान हैं जो उद्यम संसाधन योजना के साथ जुड़ते हैं बल्कि आगामी डिजिटल बाजार स्थानों या इंटरनेट पर भी काम करते हैं चीजें प्लेटफार्म तो यह एक व्यापक या उपयोगकर्ता के अनुकूल मशीन पार्क निगरानी की दिशा में अगला कदम है तो यह हो रहा है 2009 में लैन द्वारा भी एक व्यापक शोध किया गया है और उन्होंने एक वेब आधारित छापा निर्माण वास्तुकला विकसित की है उन्होंने जो कहा एक इंटरनेट ग्राहक या एक सहयोगी सेवा प्रणाली ब्यूरो या फॉर्म या सेवा ब्यूरो सूचना प्रदान कर सकता है और यह जानकारी वह है जो निर्माता की कुछ वेबसाइट का उपयोग कर रहा है और वे विभिन्न उपकरणों का उपयोग करने के लिए हैं विभिन्न नौकरी टेम्पलेट पहले से ही उपलब्ध हैं जो इसके साथ बातचीत करते हैं यह मुख्य वेब आधारित वेबसाइट है जो उनके साथ इंटरेक्टिव है इसलिए उनके पास एएसपी उपकरण हैं जो एक नौकरी प्रबंधन की योजना बनाते हैं यह सभी कारखाने का हिस्सा है तो यह ग्राहक है यह फिर से हमारे कारखाने का हिस्सा है और यह वास्तव में पूरी तरह से कारखाना है इसलिए यहां हमारे पास सीएडी सीएई है और उन सभी चीजों का निर्माण हमारे पास है तो यह क्या बता रहा है कि डेटा बेस जो पहले से ही है कि रैपिड प्रोटोटाइप और उपकरण हैं उन सभी डेटा बेस क्लाइंट कार्य क्लाइंट जानकारी जो वे विभिन्न मशीनों के साथ बातचीत करते हैं जो उपलब्ध हैं और विभिन्न मापदंडों को ध्यान में रखा जाता है जो कि समय का अनुमान लगाया जाता है मिशन ऑप्टिमाइज़ेशन या पार्ट ओरिएंटेशन का ऑनलाइन कोर्स सिस्टम अलग अलग पैरामीटर हैं फिर उन्हें जो काम करने की आवश्यकता होती है वह संसाधन प्रबंधन नौकरी सहयोग और फिर प्रक्रिया प्रबंधन ग्राहक प्रबंधन के साथ साथ नौकरी का प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है और वे अंत में विनिर्माण को इनपुट देते हैं जो कंप्यूटर एडेड विनिर्माण है जिसमें सीएडी कार्य स्टेशन है सीएडी कार्य स्टेशन यहां भी हो सकता है और दूसरे भाग में मैं यह भाग एक भाग दो भाग तीन डालूंगा सीएडी भाग दो और भाग तीन में हो सकता है यह दोनों रिवर्स इंजीनियर उपकरण है कैड वर्क स्टेशन भाग दो और भाग तीन बोर्ड में हो सकता है और हमारे पास रैपिड प्रोटोटाइप उपकरण में रिवर्स इंजीनियरिंग उपकरण हैं और तेजी से टूलिंग उपकरण दोहराते हैं तेजी से टूलिंग होता है और तेजी से टूलींग के बाद अंतिम उत्पाद को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए ले जाया जाता है तो यह हार्डवेयर अनुभाग है यह बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है यह एक सॉफ्टवेयर अनुभाग है वे इसे सॉफ्टवेयर सेक्शन में डाल रहे हैं दूसरा भाग यह एक हार्डवेयर सेक्शन है तीसरा भाग यह वेब आधारित विनिर्माण है जो नई अवधारणा है जिसे कई उद्योगों द्वारा लागू किया जा रहा है अब इस तरह के सेटअप के लिए निर्माता के वर्तमान कौशल जो लोग काम नहीं करेंगे हमें भी इस विशिष्ट स्तर की आवश्यकता होगी नई फैक्ट्री के माहौल में काम करने के लिए सबसे बड़ी चिंताओं में से एक चिंता का विषय है यह सच है कि इन नई मशीनों को अब ऑपरेटरों के लिए एक अतिरिक्त कौशल की आवश्यकता होगी और यह जरूरी है कि कंपनियां विशेषज्ञ या प्रबंधकों को शिक्षा कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए और विश्वविद्यालयों और प्रशिक्षण केंद्रों में इंजीनियरों को प्रशिक्षित करती हैं ताकि वे सफल एडिटिव विनिर्माण प्रौद्योगिकी के साथ रहें तो यह छात्रों या लोगों के लिए अच्छी खबर है जो इस पाठ्यक्रम को ले रहे हैं जो वर्तमान परिदृश्य के लिए आवश्यक हैं भविष्य का निर्माण डिजिटल विनिर्माण है जिसमें न केवल इंजीनियरिंग में बल्कि वेबसाइट के माध्यम से डिजाइन करने में डेटा प्रबंधन और विभिन्न मॉड्यूलों को बदलने वाले ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए कौशल की आवश्यकता होती है जो कि विपणन की रणनीति है जो उन सभी चीजों को पूरा करने की आवश्यकता है इसलिए चूंकि कारखाने पूरी तरह से स्वचालित हो जाते हैं और उत्पादन उपकरण अधिक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हो जाते हैं और श्रमिकों के लिए भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ बदल जाएँगी और प्रबंधकों और इंजीनियरों को वर्तमान परिदृश्य को वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल बनाना होगा इसलिए उद्योग के नेताओं को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कार्यबल अनुकूलन एक कंपनी के कार्य बल के लिए अपने रैंकों के भीतर से विशेषज्ञता का हस्तांतरण सुचारू रूप से कर रहा है क्योंकि हम तेजी से उत्पाद विकास के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कौशल में कोई लाभ नहीं हो सकता है यहाँ हम किसी भी कमजोर बिंदु की अनुमति नहीं दे सकते इसलिए यह सभी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जहां मानव संसाधन भी श्रृंखलाओं की कड़ी में से एक है सबसे अच्छा उदाहरण उस तकनीकी पक्ष पर सामने आता है जहां बस 3 डी प्रिंटेड भागों के अंदर एडिटिव विनिर्माण सेंसर क्या देख रहे हैं या उत्पाद उनकी गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है एडिटिव विनिर्माण प्रणाली निर्माता गुणवत्ता और विश्वसनीयता और निगरानी उपकरण बनाते हैं जिसमें सहज उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस होता है लेकिन तकनीशियनों को पर्याप्त प्रशिक्षण से गुजरना चाहिए इसलिए विदेशी उपकरण उनके लिए प्राकृतिक क्षेत्र हैं तो यह प्रशिक्षण निरंतर प्रशिक्षण आयोजित किया जाना है इसलिए नए तकनीकी कौशल से परे पहले से ही उभरती हुई अन्य भूमिकाओं को मुख्य खुफिया अधिकारियों सहित भरा जाना चाहिए जो मशीन इंटेलिजेंस को पकड़ते हैं पर्यवेक्षकों को स्थानांतरित करते हैं जो न केवल मशीनों का प्रबंधन करते हैं बल्कि मशीनों का प्रबंधन करने वाले लोग और उनके साथ रहने वाले लोग औद्योगिक डिज़ाइनर जो फिर से परिभाषित करते हैं स्वचालन और नए एडिटिव विनिर्माण उपकरण और प्रक्रियाओं को समायोजित करने के लिए कारखाने का फर्श इसलिए यह तेजी से विनिर्माण के लिए कारखाना है और डिजिटल विनिर्माण के बारे में भी बहुत कुछ छू चुका है इसलिए पुनर्पूंजीकरण के लिए हमने चर्चा की कि रैपिड उत्पाद विकास क्या है हमने चर्चा की कि कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग क्या है और इसमें कुछ कदम हैं हमने चर्चा की कि रैपिड उत्पाद विकास के लिए तीव्र डिजाइन क्या है इसलिए यह रैपिड उत्पाद विकास प्रक्रिया है और हमने इन मुद्दों पर चर्चा की है कि एडिटिव विनिर्माण के लिए रैपिड उत्पाद विकास कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग और कारखाने रैपिड उत्पाद विकास कारखाने हम अगले व्याख्यान में कारखाना सिमुलेशन पर चर्चा करेंगे और यह भी देखेंगे कि कारखाना क्या है उस तरह का क्या है जिसे हम विशेष रूप से एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए चुन सकते हैं और कैसे घटना सिमुलेशन यथार्थवादी अनुकरण करने में मदद कर सकते हैं केवल कंप्यूटर में स्थितियां जब हम विशिष्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं तो हम सीमेंस टेक्नोमैटैक्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे इसलिए यह रैपिड उत्पाद विकास है और हमारे पास इन विषयों को शामिल किया गया है जैसा कि मैंने कहा कि रैपिड उत्पाद विकास में भी है जो कि उन्हें फिर से सूचीबद्ध करना चाहते हैं उत्पाद डिजाइन और योजना नंबर दो उत्पाद वास्तुकला नंबर तीन के बारे में सुनिश्चित होना चाहिए उत्पाद की विशेषताएं वास्तुकला और विशिष्टताओं के बीच का अंतर वास्तुकला में है हम उत्पाद की आवश्यकताओं के दायरे को परिभाषित करते हैं उत्पाद वास्तुकला में डेटा प्रबंधन आवश्यकताओं को हम इकट्ठा करते हैं और कार्यात्मक आवश्यकताओं का एहसास करते हैं जो उत्पाद वास्तुकला के प्रकारों को निर्धारित करते हैं जो वास्तव में उपयोग किए जा सकते हैं और उत्पाद विनिर्देशों में हम लक्ष्य विनिर्देशों को स्थापित करते हैं यदि विनिर्देशों को परिष्कृत करें और फ़ंक्शन विश्लेषण आयोजित किया गया है इसके बाद DFM या मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिज़ाइन असेंबली के लिए डिज़ाइन इन सभी चीज़ों की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं फिर हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग और कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग में आते हैं तो इसमें रैपिड टूलिंग और इन सभी चीजों का प्रोटोटाइप शामिल है और इसके लिए हमें फैक्टरी या प्लांट डिजाइन भी चाहिए इस प्रकार हमने छापे उत्पाद विकास पर चर्चा की है आगे हम उत्पाद का जीवनचक्र प्रबंधन करेंगे पहले मैं अगले व्याख्यान में उत्पादों के उत्पाद जीवन चक्र प्रबंधन का परिचय देना चाहूंगा और फिर हम संयंत्र सिमुलेशन में जाएंगे तो हम अगले व्याख्यान में मिलते हैं धन्यवाद